पिछले लेक्चर में हम उद्योगों की क्रांति औद्योगिक क्रांति इंटरनेट क्रांति और वर्तमान में औद्योगिक इंटरनेट क्रांति के बारे में जान चुके हैं जो उद्योगों में हो रहे हैं अब हमने यह भी देखा है कि समानांतर औद्योगिक IoT बहुत लोकप्रिय हो गया है और जब हम बात कर रहे हैं कि यह औद्योगिक इंटरनेट है या औद्योगिक IoT मूल में यह सेंसिंग के बारे में है

सेंसिंग के परिचयात्मक मुद्दों के बारे में बात की मैंने आपको अलग अलग सेंसर दिखाए हैं जिनका उपयोग IoT से जुड़ने के लिए किया जा सकता है औद्योगिक IoT के लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले सेंसर आम तौर पर उच्च प्रदर्शन करने वाले होते हैं वे बहुत अधिक सटीक होते हैं और वे समय की लंबी अवधि के लिए प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं तो वे उच्च ग्रेड बेहतर प्रदर्शन अत्यधिक और सामान्य रूप से स्केलेबल हैं और समय की लंबी अवधि के लिए काम कर सकते हैं इसलिए हमें अब औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किए जा रहे इन विभिन्न सेंसरों और एक्ट्यूएटर्स की विशिष्टताओं को समझना होगा इसलिए औद्योगिक सेंसिंग हम इस विशेष लेक्चर में शामिल करने जा रहे हैं इसलिए केवल एक पुनर्कथन के रूप में जब हम IIoT के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी चीज़ IoT के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उद्योग विशिष्ट अनुप्रयोगों पर विचार कर रहे हैं और कुछ उद्योग विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जो वहां हैं जिन्हें पूरा करना होगा लेकिन IIoT के लिए भी जैसे IoT के लिए सेंसर और एक्चुएटर मुख्य प्रौद्योगिकियां हैं ये मुख्य कंपोनेंट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है और ये हैं जो मूल रूप से इन सभी अलग अलग डेटा के संग्रह के पीछे रीढ़ बनाते हैं और सिस्टम में गतिशील रूप से विभिन्न परिवर्तन करते हैं सेंसर मूल रूप से IIoT डेटा के प्राथमिक स्रोत हैं ये विभिन्न प्रकार के डेटा हो सकते हैं जिन्हें अलग अलग सेंसर का उपयोग करके महसूस किया जा सकता है सेंसर स्वयं एनालॉग या डिजिटल सेंसर हो सकते हैं और इन सेंसर को औद्योगिक परिदृश्यों में तैनात करने की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर बहुत सारे एनालॉग डेटा डिजिटल डेटा और न केवल बहुत सारे डेटा बल्कि डेटा जो प्रकृति में बड़े होते हैं को इकट्ठा करने जा रहे हैं इसलिए यह बिग डेटा जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी इसलिए ये सभी बिग डेटा गुण मूल रूप से आने वाले हैं यदि आपके पास उद्योग पैमाने के सेंसर तैनात हैं और एक दूसरे से और विभिन्न मशीनों से जुड़े हैं सेंसर द्वारा एकत्र किए गए डेटा के साथ संचालित होगा इंटेलिजेंस भी हो सकती है

और यह नियंत्रण के फैसले के बाद किया जा सकता है इंडस्ट्री के लिए सेंसिंग की जरूरत है और ये सेंसर जो उद्योग में उपयोग किए जाते हैं उन्हें उच्च स्तर के स्वचालन को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए उत्पादकता बढ़ानी चाहिए इन विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए प्रक्रियाओं की गुणवत्ता जो कि विनिर्माण के लिए उपयोग की जाती है समग्र सुरक्षा में सुधार और मशीनरी के डाउनटाइम को कम करना चाहिए औद्योगिक मानक की आवश्यकताओं के संदर्भ में विश्वसनीय सेंसिंग और स्थायी सेंसर और एक्चुएटर नेटवर्क कनेक्टिविटी होना आवश्यक है तो इन आवश्यकताओं का मतलब क्या है कि हमें कम लागत लेकिन उच्च प्रदर्शन विश्वसनीय सेंसर की आवश्यकता है कम लागत क्योंकि हम इन विभिन्न सेंसर का बड़ी संख्या में उपयोग करने जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंसर इतना महंगा है कि केवल आप इसे एक मशीन के लिए उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आपको अब औद्योगिक इंटरनेट या IIoT में इन सभी विभिन्न मशीनों को काम कराना होगा और इसके परिणामस्वरूप ये विभिन्न सेंसर होंगे ये सेंसर्स खुद अगर आप रिपीट और स्केल अप करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत सस्ते होने चाहिए अन्यथा आपके पास अलग अलग मशीनों में तैनात करने के लिए कई ऐसे सेंसर नहीं हो सकते हैं इसलिए उन्हें कम लागत का होना चाहिए उच्च प्रदर्शन क्योंकि इन सेंसर को चरम स्थितियों में लंबी अवधि के लिए इन सेंसर को मशीन उपयोग का प्रदर्शन करना होगा और उन्हें विश्वसनीय होना होगा क्योंकि न केवल उन्हें लंबी अवधि के लिए काम करना है बल्कि उन आंकड़ों को भी देना होगा जिन पर भरोसा किया जा सकता है उन्हें सटीक और विश्वसनीय होना चाहिए इसलिए ये उद्योग से संबंधित औद्योगिक संबंधित सेंसर के लिए इन आवश्यकताओं में से कुछ हैं तो अब मैं आपको इनमें से कुछ अलग सेंसरों को दिखाता हूं तो यहाँ यह एक प्रकार है इसलिए यहां मैं आपको तीन अलग अलग सेंसर दिखाऊंगा ये तीन अलग अलग गैस सेंसर हैं तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर है और फिर आपके पास मीथेन सेंसर है यह मीथेन सेंसर है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह मीथेन सेंसर है जिसके नीचे तीन अलग अलग पिन हैं और यह एक ऑक्सीजन सेंसर है यह ऑक्सीजन सेंसर है यहां भी आपके पास कनेक्टिविटी उद्देश्यों के लिए तीन अलग अलग पिन हैं ये पिन कनेक्टिविटी उद्देश्यों के लिए हैं इसलिए हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के सेंसर हैं मैं आपको इनके नमूने दिखाना चाहता था और ये उद्योग ग्रेड सेंसर हैं जिनके पास उच्च प्रदर्शन उच्च दक्षता है वे बहुत विश्वसनीय हैं और वे अपेक्षाकृत सस्ते हैं लेकिन वे कम लागत वाले बाजार की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं उदाहरण के लिए यह सेंसर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा यह मीथेन सेंसर है तो यह मीथेन सेंसर मूल रूप से लगातार मापता है कि जिस वातावरण में वह काम कर रहा है उसमें मीथेन की मात्रा कितनी है और इस मीथेन सेंसर का ऑपरेटिंग तापमान काफी व्यापक स्पेक्ट्रम है मोटे तौर पर माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर प्लस 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह मीथेन सेंसर काम कर सकता है यह विभिन्न खतरनाक वातावरणों में काम कर सकता है जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र भूमिगत खदान और इसी तरह इसका उपयोग महत्वपूर्ण वातावरणों को डिजाइन करने के लिए विभिन्न सुरक्षा महत्वपूर्ण वातावरणों के लिए भी किया जा सकता है और इसमें लगभग 24 ± 4 मिली वोल्ट प्रति प्रतिशत मीथेन की संवेदनशीलता है तो यह किसी भी प्रकार के मीथेन एकाग्रता परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है तो यह मीथेन सेंसर है अब हम इस सेंसर को देखते हैं जो ऑक्सीजन सेंसर है तो यह ऑक्सीजन सेंसर मूल रूप से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है रचना वह है जिस तरह से इसे गढ़ा जाता है यह एक विद्युत रासायनिक सेंसर है और यह पता लगा सकता है यह बहुत सटीक है और ऑक्सीजन एकाग्रता में किसी भी परिवर्तन का पता लगा सकता है यह भी काफी कठोर है काफी मजबूत है यह विभिन्न चरम स्थितियों विभिन्न चरम पर्यावरण विविधताओं और इसी तरह और तापमान भिन्नताओं के तहत काम कर सकता है और इसमें आउटपुट सिग्नल भी है जो हवा में लगभग 01 ± 002 मिली एम्पीयर है तो यह मीथेन सेंसर है और यह ऑक्सीजन सेंसर है और फिर हमारे पास यह सामान्य कार्बन मोनोऑक्साइड या सामान्य गैस सेंसर है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विभिन्न गैसों में परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है और इस विशेष सेंसर के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने की सीमा लगभग 20 पीपीएम से 2000 पीपीएम है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड आदि की एकाग्रता की निगरानी के लिए विभिन्न उद्योगों में कारों में इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये सभी उद्योग ग्रेड सेंसर हैं और जैसा कि आपने देखा है कि ये सेंसर अत्यधिक सटीक हैं वे बहुत अधिक संवेदनशील हैं और गैस में होने वाले परिवर्तनों जो उन्हें समझ में आने वाले हैं के प्रति संवेदनशील हैं और वे काफी मजबूत हैं और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों व्यापक तापमान रेंज आदि में काम कर सकते हैं इसलिए ये औद्योगिक अनुप्रयोगों की सेवा के लिए उच्च स्तर की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और सेंसिंग के बारे में बात करते हैं तो ये पारंपरिक सेंसर होते हैं जो लंबे समय से वहां हैं फिर से सेंसर दशकों से हैं लेकिन फिर अब हाल के वर्षों में वे IoT और IIoT की लोकप्रियता के साथ और भी अधिक लोकप्रिय हो गए हैं इसलिए पारंपरिक सेंसिंग या फिर कुछ प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर आधारित था और ये पारंपरिक सेंसर तब से हैं जब से मैंने अभी कहा लेकिन जिस तरह से आप इन सेंसरों को विकसित कर रहे हैं इससे उन्हें और अधिक इंटेलिजेंट बना दिया जा रहा है जिससे वे इन सेंसरों की तैनाती से बड़े पैमाने पर इंटरनेट प्राप्त कर रहे हैं और उद्योगों में प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बना रहे हैं इसने IIoT को और अधिक रोमांचक बना दिया है पारंपरिक सेंसर के विपरीत समकालीन हाल के हैं इन्हें इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है इसलिए इन सेंसर को औद्योगिक इंटरनेट या औद्योगिक IoT अनुप्रयोगों से जोड़ना संभव है ये समकालीन सेंसर बहुत अधिक इंटेलिजेंट हैं वे उत्पाद जीवनकाल लूप दक्षता सुरक्षा विश्वसनीयता समझ सकते हैं ये इनके कुछ गुण हैं लेकिन यह सब कौन सा सेंसर समर्थन कर रहा है और किस प्रकार का अनुप्रयोग है पर निर्भर करता है और किसके पास किस प्रकार के आकर्षक गुण हैं यह सब सेंसर के प्रकार पर निर्भर करता है आमतौर पर क्या होता है कि आप जितना इन सेंसर को अधिक सक्षम इंटेलिजेंट मजबूत बनाते हैं उतना ही कीमत भी बढ़ जाती है लेकिन एक ही समय में यह बहुत महंगा नहीं होना चाहिए ताकि अधिकांश IIoT अनुप्रयोगों में आसानी से उपयोग करने में सक्षम रह सके तो स्मार्ट सेंसर वे हैं जिनमें प्रोसेसर और डेटा नेटवर्क के साथ छोटी मेमोरी और मानकीकृत भौतिक संपर्क संचार को सक्षम करने के लिए हैं और यह IEEE 1451 मानक के अनुसार है यह एक स्मार्ट सेंसर है और हम स्मार्ट सेंसर की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कुछ प्रकार की छोटी मेमोरी और कनेक्टिविटी है जो इससे जुड़ी हुई है तो स्मार्ट सेंसरों के शामिल होने से कॉन्फ़िगरेशन मल्टी पैरामीटर सेंसिंग यूनिट के लिए संभव है मल्टी पैरामीटर सेंसिंग का मतलब है एक ही अर्थ में अलग अलग पैरामीटर एक ही सेंसर के माध्यम से कई मापदंडों को मापना संभव है इसलिए उदाहरण के लिए कई गैसों को मापने के लिए एक ही सेंसर का उपयोग किया जा सकता है फिर हमारे पास एनालॉग डिटेक्शन सर्किट डिजिटल सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट और बस के लिए इंटरफेसिंग यूनिट है ये विभिन्न कंपोनेंट हैं जिनका उपयोग स्मार्ट सेंसर को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाएगा तो यह मल्टी पैरामीटर सेंसिंग वह है जो मैंने अभी कहा है लेकिन यह एनालॉग डिटेक्शन सर्किट क्या है तो इनमें से अधिकांश सेंसर मूल रूप से एनालॉग सेंसर हैं लेकिन उन्हें इंटरनेट से जोड़ने के लिए और कई इंटेलिजेंट सामान प्राप्त करने और प्रदर्शन करने के लिए आपको इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलने की आवश्यकता है तो इस एनालॉग डिटेक्शन सर्किट की आवश्यकता होती है फिर आपको कुछ डिजिटल सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट की आवश्यकता होती है यह डिजिटल सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट एनालॉग सिग्नल एकत्र होने के बाद और फिर आप डिजिटाइज़ करना चाहते हैं तो आप डिजिटल डेटा को सिग्नलों से बाहर निकालना चाहते हैं इसे डिजिटल करने की जरूरत है इसलिए इससे पहले कि आप डिजिटाइज़ करें आपको किसी प्रकार की कंडीशनिंग करने की आवश्यकता है तो एनालॉग सिग्नल की कंडीशनिंग और यह कंडीशनिंग विभिन्न माध्यमों से की जाती है उदाहरण के लिए संकेतों के प्रवर्धन को छानना और फिर डिजिटाइज़ करना तो यह मूल रूप से डिजिटल सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का काम है और फिर आपके पास समग्र बस के लिए इंटरफेसिंग यूनिट है तो यह इंटरफेसिंग यूनिट आपको इन विभिन्न सेंसर को सूचना बस से जोड़ने में मदद करेगी तो आइए हम एक स्मार्ट सेंसर नोड की वास्तुकला को देखें एक स्मार्ट सेंसर नोड में सेंसिंग भी है और यह सिग्नल कंडीशनर मूल रूप से एम्प्लीफिकेशन अवांछित सामान को छानने जैसे काम करेगा तो सिग्नल कंडीशनर फिर आपके पास ADC एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर और प्रोसेसर है तो प्रोसेसर वह है जहां यह सब प्रसंस्करण हो रहा है ये सभी गणनाएँ अलग अलग एल्गोरिदम इस प्रोसेसर पर क्रियान्वित किया जा सकता है तो यह मूल रूप से एक स्मार्ट सेंसर नोड और इंटेलिजेंट एल्गोरिदम के माध्यम से आते हैं और इन एल्गोरिदम को मूल रूप से इस प्रोसेसर पर क्रियान्वित किया जा सकता है संचार इकाई मेमोरी यूनिट जैसे विभिन्न कंपोनेंट बनाई जानी चाहिए तो इसके लिए एक्ट्यूएटर्स होंगे मंगवाना पड़ेगा शुरू करना होगा और इस DAC डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर प्रक्रिया में मदद करने के लिए बीच में बैठता है स्मार्ट सेंसर कई कार्य कर सकते हैं मल्टी सेंसिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कई मापदंडों जैसे तापमान आर्द्रता प्रकाश दबाव आदि की सेंसिंग के बारे में है एक एकल सेंसर नोड में मापे गए डेटा को संप्रेषित किया जाता है जो डेटा को कैलिब्रेट करता है और फिर डेटा की भरपाई करता है और इसे केंद्रीय नियंत्रण इकाई में भेजना एक स्मार्ट सेंसर नोड का अगला महत्वपूर्ण कार्य है और फिर अन्य कंपोनेंट AD या DA कनवर्टर एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर है एनालॉग डेटा को कई सिग्नल प्रोसेसिंग विधियों को लागू करने के लिए डिजिटल रूपांतरण की आवश्यकता होती है क्योंकि जब तक आप इसे डिजिटल नहीं बनाते तब तक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग विधियों को लागू नहीं किया जा सकता है तो विश्वसनीय और सटीक डेटा होने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग विधियों को लागू करना होगा तो अगला महत्वपूर्ण कार्य स्वयं निर्णय लेना है क्योंकि यह एक स्मार्ट सेंसर है एक इंटेलिजेंट सेंसर है इस पर काम करना है इसलिए इसे स्वयं निर्णय लेना है यह स्वयं की निगरानी कर सकता है और परिवेश की स्थिति के आधार पर यह अपने आप कुछ निर्णय ले सकता है और यह उस प्रोसेसर की मदद से संभव होगा जो इस स्मार्ट सेंसर में इनबिल्ट है और फिर आपके पास कम लागत है सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं स्मार्ट सेंसर के बारे में कहूंगा क्योंकि अगर लागत कम नहीं होती है तो इन विभिन्न सेंसरों की अधिक प्रतियां बनाने और उन्हें आगे दोहराने के लिए निर्माण करना और स्केल करना संभव नहीं है तो आइए दूध प्रसंस्करण इकाई के उदाहरण पर विचार करें हम कहते हैं कि आप एक स्मार्ट दूध पैकेजिंग इकाई के बारे में बात कर रहे हैं और हम एक स्मार्ट दूध पैकेजिंग इकाई में विशेष रूप से सेंसिंग के बारे में बात करते हैं तो एक दूध पैकेजिंग इकाई में आपको आउटलेट टैब के अनुरूप सेंसर स्थापित करने की आवश्यकता होती है फिर कुछ इम्पेलर होंगे जो सेंसर से जुड़े होंगे जब दूध हिलता है तो ये इम्पेलर स्पिन करते हैं इसलिए मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग पहले ही देख चुके हैं कि इम्पेलर यह कुछ बहुत ही गोलाकार है और इसकी सतह पर कुछ खांचे ब्लेड आदि होते हैं तो जब कुछ तरल पदार्थ जैसे दूध बहेगा तो यह उसी के अनुसार घूमने वाला है तो जब दूध चलता है तब इम्पेलर घूमता है और नियंत्रण इकाई को विद्युत संकेत भेजता है और कंट्रोलर तक पहुंचने पर रोक देगा तो अलग अलग सेंसर हैं जो सेंसर और एक्ट्यूएटर्स उद्योग के पैमाने होंगे जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करेंगे जैसे कि यहां पर उल्लेख किया गया है Zephyr Ubuntu Opensuse Ublinux Archlinux Androidthing ये कुछ अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो स्मार्ट सेंसर और एक्चुएटर्स में उपयोग किए जाते हैं स्मार्ट सेंसिंग वातावरण और उन वातावरण के प्रोग्रामिंग में उपयोग के लिए आ रही हैं तो प्रोग्रामिंग उद्देश्य के लिए विभिन्न डिवाइस लाइब्रेरी भी उपलब्ध हैं इंटेल IoT डिवाइस लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है और इसमें विभिन्न कंपोनेंट है एक और कंपोनेंट का समर्थन करने में मदद करते हैं इसलिए औद्योगिक सबयूनिट्स माप उत्पादन उत्पाद निरीक्षण पैकेजिंग और शिपिंग में उपयोगिता ये औद्योगिक सेंसर की विभिन्न औद्योगिक सबयूनिट्स में कुछ लाभ और उनके उपयोग हैं किसी भी सेंसर का कैलिब्रेशन की देखभाल के लिए अत्यधिक जटिल सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम और ऑन बोर्ड सर्किटरी का उपयोग करते हैं तो सिस्टम में सेंसर को कैलिब्रेट करना आवश्यक है और इसके लिए किसी प्रकार के मानक रेफरेंस नहीं है मानक अंतर तो होना ही है फिर उचित कैलिब्रेशन विधियों का उपयोग करना होगा और यदि आवश्यक हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंसर समय बीतने के समय उसी तरह का व्यवहार नहीं करते हैं लिहाजा उन्हें पुनर्गणना देनी होगी औद्योगिक सेंसर औद्योगिक सेंसर के उदाहरणों का उपयोग नेविगेशन उद्योग और ट्रैकिंग आदि में किया जा सकता है GPS आधारित सेंसर वे होते हैं जिनका उपयोग नेविगेशन उद्योग में ट्रैकिंग उद्देश्यों शिपमेंट्स पर नज़र रखने रसद पर नज़र रखने ट्रकों की ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है कृषि उद्योगों में मिट्टी की स्थिति मिट्टी में पानी की स्थिति मिट्टी नमी मिट्टी में पानी के स्तर विभिन्न मौसम मापदंडों फिर उर्वरक सामग्री पोषण सामग्री पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली मिट्टी जैसे विभिन्न अन्य मापदंडों की निगरानी के लिए स्मार्ट सेंसर का उपयोग किया जा सकता है तो यह स्मार्ट सेंसर का कृषि में उपयोग है स्वास्थ्य उद्योग में विभिन्न सेंसर जैसे कि नियमित रूप से उदाहरण के लिए इस बायोसेंसर ऑक्सीमीटर सेंसर शरीर के तापमान सेंसर जैसे विभिन्न बायोसेंसर का उपयोग किया जा सकता है इसी तरह ECG EMG EEG विभिन्न सेंसर पारंपरिक पारंपरिक उपयोग किए जा सकते हैं लेकिन अब स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्यों के लिए कुछ स्मार्ट सेंसर हैं जो भी सामने आए हैं स्मार्ट गोलियां हैं जिन्हें मूल रूप से निगला जा सकता है और ये गोलियां मानव संचार प्रणाली में जाती हैं और वे भेजते हैं वे उन मानव शारीरिक पैरामीटर को महसूस करते हैं जिन्हें समझने के लिए उनका डिजाइन किया गया है और फिर मूल रूप से उन शारीरिक मापदंडों को वायरलेस रूप से आगे की निगरानी के लिए डॉक्टरों को भेजते हैं अस्पतालों में स्मार्ट बेड भी सेंसर का उपयोग करते हैं जो रोगी को गिरने से रोकते हैं और किसी भी तरह के हलचल रोगियों के संदिग्ध हलचल के बारे में रिपोर्ट भेजते हैं खुदरा उद्योग में भी औद्योगिक सेंसर का उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए RFID ट्रैकिंग चिप्स शिपमेंट का ट्रैकिंग स्थान GPS और IoT के साथ संभव हुआ है खरीदारी की टोकरी पर सेंसर भी तैनात किए जाते हैं और ऐसा करने से सुपरमार्केट से विभिन्न उत्पादों की चोरी से बचना संभव है तो इन सेंसर के विभिन्न खिलाड़ी हैं सेंसर निर्माता हैं जो विभिन्न प्रकार के सेंसर विकसित करते हैं आपके पास DTS बॉश हनीवेल ओमेगा हैं ये कुछ सामान्य सेंसर निर्माता हैं इस तरह विश्व स्तर पर विभिन्न अन्य सेंसर निर्माता हैं जो विभिन्न प्रकार के सेंसर का उत्पादन करते हैं अब जब हम एक ही समय में सेंसिंग मंच की सेवा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है PLC का मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर से है और ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कुछ खास तरह के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जिनमें कुछ खास तरह की क्षमताएं होती हैं औद्योगिक प्रक्रियाओं औद्योगिक मशीनरी आदि पर स्वचालित करने के लिए विशेष क्षमताएं इसलिए उद्योगों में इन PLC का व्यापक रूप से स्वचालन के लिए उपयोग स्वचालित रूप से उपयोग करने के लिए किया जाता है और इन PLC को औद्योगिक इंटरनेट और IIoT आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है तो एक विशिष्ट PLC में तीन अलग अलग मॉड्यूल होते हैं CPU मॉड्यूल जिसमें केंद्रीय प्रोसेसर और मेमोरी होती है और फिर आपके पास बिजली आपूर्ति मॉड्यूल होता है जिसका नाम ही सब कहता है यह पूरे सर्किट्री को बिजली की आपूर्ति करता है और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो मूल रूप से सेंसर और एक्ट्यूएटर्स को जोड़ता है यह PLC कैसे काम करती है तो हम एक विशिष्ट PLC प्रणाली की वास्तुकला के बारे में बात करेंगे तो एक विशिष्ट PLC सिस्टम में मेमोरी होती है और यहां पर इनपुट अलग अलग प्रोग्राम हैं जो इन PLC को चलाते हैं फिर आपके पास केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और इनपुट और आउटपुट है इस इनपुट आउटपुट के माध्यम से वास्तविक दुनिया के साथ बातचीत होती है तो यह इनपुट आउटपुट कंपोनेंट वास्तव में वास्तविक दुनिया के साथ बातचीत के लिए दो अलग अलग सेंसर एक्चुएटर्स को जोड़ता है जो विभिन्न मापदंडों को समझ सकता है और ये एनालॉग या डिजिटल प्रकार के हो सकते हैं मूल रूप से CPU से मेमोरी के बीच इंटरैक्शन होता है मेमोरी से इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट और CPU के बीच भी ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वे डेटा भेजने वाली हैं सबसे पहले हम भेजने वाले हैं इस मेमोरी को एड्रेस भेजने वाले हैं डेटा को इनपुट आउटपुट से CPU में भी भेजा जा सकता है और उपयुक्त नियंत्रण संकेत भेजकर CPU को नियंत्रित करना भी संभव है और ये कंट्रोल सिग्नल इनपुट आउटपुट से आ सकते हैं तो यह एक बहुत यह एक विशिष्ट PLC की वास्तुकला में विभिन्न कंपोनेंट का एक रफ स्केच है अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और विभिन्न के बारे में बात करते हैं जो एक PLC में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है PLC मूल रूप से इनमें से अधिकांश मशीनों में PLC विभिन्न लूप्स से गुजरता है वहाँ कुछ स्कैन चक्र कहा जाता है PLC स्कैन चक्र तो स्कैन चक्र में मूल रूप से यह लूपिंग होता है तो आपके पास सबसे पहले चक्र की शुरुआत होगी और अलग अलग मापदंडों की निगरानी करना है समय जैसे विभिन्न मापदंडों की निगरानी करना है फिर आपने इनपुट मॉड्यूल से डेटा को पढ़ा है और इनपुट स्थिति की जांच की है चक्र में अगली चीज एप्लिकेशन है उपयोगकर्ता अनुप्रयोगों को निष्पादित कर रही है तब आपके पास मूल रूप से विभिन्न कार्यों का निदान करने वाला CPU है अंत में आउटपुट लिखना मूल रूप से डेटा को आउटपुट मॉड्यूल में लिखना और इसे एक चक्र कहा जाता है क्योंकि इन गतिविधियों को करना होगा और जब वे कर दिए जाते हैं तो आप एक और पास से गुजरते हैं जब मशीन जब तक मशीन चलती रहती है तो यह चक्र इसलिए मूल रूप से यह इन सभी कार्यों से गुजरता है और फिर से शुरू से दोहराता है यह PLC स्कैन चक्र इसी तरह दिखता है PLC में यह लूप बहुत महत्वपूर्ण है और वे लगातार वे जो कुछ भी करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं उन्हें लगातार करते रहते हैं तो आइए अब हम फिर से वापस जाएं और थोड़ा आगे देखें इसलिए ये PLC स्काडा मूल रूप से पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण के लिए है और यह मूल रूप से एक औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली एक उन्नत औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली है जो कई अलग अलग काम कर सकती है जैसे प्रसंस्करण निगरानी डेटा का विश्लेषण सभी एक ही समय में किया जा सकता है उद्योग ग्रेड स्काडा सिस्टम की मदद से ये सिस्टम मूल रूप से विभिन्न साइटों विभिन्न स्थानों से डेटा एकत्र करेगा और डेटा को आगे की प्रक्रिया के लिए डेटा अधिग्रहण प्रणाली में संचारित करता है इसलिए आमतौर पर जल उद्योग तेल उद्योग बिजली उत्पादन उद्योग ये सभी स्काडा आधारित प्रणालियों का उपयोग करते हैं SCADA के विभिन्न कंपोनेंट प्रोग्रामिंग है और अंतिम एक यह PLC है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी जिसकी वास्तुकला के बारे में मैं आपको दिखा चुका हूँ और हमने इस PLC चक्र के बारे में भी बात की जो कि कार्यों को संचालित करने के लिए निरंतर रूप से चक्र में किया जाता है क्योंकि ये PLC मशीन चालू रहती है जब तक कि मशीन चालू रहती है इसलिए इन सभी अलग अलग तकनीकों अलग अलग सेंसर अलग अलग एक्ट्यूएटर्स की मदद से इंडस्ट्रियल कंट्रोल किया जा सकता है जो कि PLC के स्काडा पर आधारित है और इसी तरह से अलग अलग सेंसर और ऐक्ट्यूएटर्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है हमारे पास अलग अलग मशीनरी को जोड़ने वाले उद्योग पैमाने में एक वायरलेस सेंसर और एक्चुएटर नेटवर्क है जो इन विभिन्न मशीनों सिस्टम मनुष्यों और मशीनों से बात करने वाले मनुष्यों की विभिन्न निगरानी गतिविधियों को करने के लिए काम कर रहा है तो इन सभी अलग अलग इंटरैक्शन को मॉनिटर किया जा सकता है नियंत्रित किया जा सकता है और इसी तरह वायरलेस सेंसर और एक्चुएटर नेटवर्क के उपयोग का लाभ यह इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने अब तक देखा है सेंसर सामान्य हैं एक बार जब आप सेंसर प्राप्त कर लेते हैं तो एक बार जब आप एक्चुएटर्स को पकड़ लेते हैं तो सेंसरों और एक्ट्यूएटर्स को तैनात करना इतना मुश्किल नहीं होता है इसलिए एक बार जब आप सेंसर और एक्ट्यूएटर्स को तैनात कर लेते हैं तो आपके पास ये सेंसर एक दूसरे से बात करने में सक्षम होने के लिए नेटवर्क हो सकते हैं सिस्टम संचार मंच नेटवर्क को स्वयं व्यवस्थित करने के लिए और कुछ पूर्व स्थापित अवसंरचना है जिसका उपयोग भी किया जा सकता है और कुल मिलाकर यह वायरलेस सेंसर और एक्चुएटर नेटवर्क प्रौद्योगिकियां कम लागत वाली हैं इसलिए इस वजह से यह सेंसर एक्चुएटर नेटवर्क तकनीक उद्योग के पैमाने में एक कम लागत वाली है इसलिए इन अलग अलग एक्ट्यूएटर्स के संदर्भ में इलेक्ट्रो हाइड्रोस्टेटिक एक्टीवेशन सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है हमने परिचयात्मक लेक्चर में विभिन्न एक्ट्यूएटर्स को देखा है हमने विभिन्न प्रकार के एक्ट्यूएटर्स का उपयोग किया है इनमें से कई का उपयोग उद्योगों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है लेकिन कुछ उद्योग विशिष्ट एक्चुएटर हैं जो उच्च अंत पर हैं और जिनका उपयोग उद्योग अनुप्रयोगों की सेवा के लिए किया जा सकता है तो यह इलेक्ट्रो हाइड्रोस्टेटिक एक्ट्यूएटर पारंपरिक हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर का एक विकल्प है जैसा कि इन नामों से पता चलता है उनके पास इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर्स दोनों के कुछ संयुक्त फायदे हैं तो अनिवार्य रूप से इन इलेक्ट्रो हाइड्रोस्टैटिक एक्टेशन सिस्टम को उनके इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक समकक्षों के लाभों को एक साथ मिलाकर उच्च बल क्षमता उच्च ऊर्जा दक्षता और विकेंद्रीकृत एक्ट्यूएशन हो सकता है फिर इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम हैं जिनमें सटीक प्रवाह नियंत्रण उन्नत संचार क्षमताएं पिछले पारंपरिक एक्ट्यूएटर्स की तुलना में डायग्नोस्टिक्स में सुधार हुआ है और अल्ट्रा हाई रिज़ॉल्यूशन और संयुक्त उनके पास इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स और न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर के संयुक्त फायदे भी हैं ये सभी एक्चुएटर आमतौर पर हाइब्रिड होते हैं जो इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक और विभिन्न अन्य क्षमताओं वाले मैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स को मिलाएंगे इसलिए इन सभी क्षमताओं को एक साथ जोड़कर बहुत कुछ बनकर इन एक्ट्यूएटर्स को बहुत अधिक उन्नत बहुत अधिक शक्तिशाली और सटीक बनाते हैं ये कुछ एक्चुएटर निर्माता हैं इसलिए इसके साथ हम उद्योग कौशल सेंसिंग में से कुछ हैं जो आपको इनमें से प्रत्येक के बारे में गहराई से जानने में मदद करेंगे जिसके बारे में मैंने बात की है यदि आप आगे रुचि रखते हैं और इसलिए एक बात याद रखें कि उद्योग ग्रेड सेंसर और एक्चुएटर्स की उच्च आवश्यकताएं हैं लेकिन साथ ही उन्हें कम लागत में आना होगा जब तक आपके पास कम लागत वाले सेंसर और एक्चुएटर हैं यहां तक कि उद्योगों में कोई भी उन्हें तैनात करने के लिए भुगतान करने वाला नहीं है क्योंकि यदि उद्योगों में इन सेंसरों और एक्ट्यूएटर्स की लागत अधिक होने वाली है तो उत्पादों की लागत भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ने वाली है और ऐसा कुछ भी कोई भी उद्योग आसानी से करना नहीं चाहेगा ये अलग अलग रेफरेंसेस हैं और इसके साथ हम इस लेक्चर के अंत में आते हैं धन्यवाद